अब मैं दूसरे सत्रीय कार्य 1 1 इकाई 3 और चार में प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करता हूं तो यहां आप करंट I1 को खोजने के लिए कहते हैं और प्रतिरोधों की संख्या मूल रूप से दी जाती है आपको समानांतर संयोजन बनाना होता है और इनमें से श्रृंखला संयोजन वोल्टेज स्रोत के पार एक समान प्रतिरोध का पता लगाते हैं और उसमें से करंट का पता लगाते हैं तो पहले आप देखते हैं कि यह 2 समानांतर में हैं और समानांतर संयोजन हस्तांतरण आप आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं यह 21 किलोΩ है और हमारे पास यह 21 किलोΩ और यह और श्रृंखला है इसलिए श्रृंखला संयोजन 21 किलोΩ39 किलोΩ है तो प्रभावी रूप से यह पूरी चीज एक 6 किलोΩ रेसिस्टर और श्रृंखला की तरह दिखती है और हमारे पास छह किलोΩ और चार किलोΩ समानांतर में हैं क्योंकि हमारे पास यह पूरा संयोजन और समानांतर चार किलो है इसलिए छह और चार समानांतर में जो आपको देता है जो आपको 24 देता है किलोΩ 6 किलोΩ समानांतर 4 किलो तो अब हमारे पास प्रभावी रूप से इस तरह की 3 दशमलव छह किलो और 24 किलो की तस्वीर है इसलिए 36 किलो से लेकर 24 किलोΩ तक तो यह 36 के पार 24 किलो Ω 15 मिली एम्पीयर की धारा इस तरह प्रवाहित होगी और I1 की दिशा समान होने के लिए दी गई है तो मैं I1 s15 मिली एम्प्स जो कि यहाँ दिया गया है हमेशा की तरह इन इंटरैक्शन का पालन करें आपको करंट का संख्यात्मक मान देने के लिए कहा जाता है और मिली जो 15 है दूसरा प्रश्न फिर से प्रतिरोधों और नियंत्रण स्रोत के कुछ संयोजन के रूप में I1 की गणना करने के लिए कहते हैं इसलिए सबसे पहले हमें यह हल करना होगा कि यह नियंत्रण स्रोत क्या करता है और Vx को इस 3 किलो Ω प्रतिरोधों में वोल्टेज दिया जाता है अब यह संयोजन 2 और 3 किलो Ω श्रृंखला में है और वह पूरी चीज 10 वोल्ट के पार दिखाई देती है तो वोल्टेज विभाजित प्रमेय से आप जानते हैं कि वी एक्स 3 किलो Ω गुणा 3 किलो Ω2 किलो Ω बिंदु 10 वोल्ट है जो छह वोल्ट है तो वी एक्स छह वोल्ट है इसका मतलब है कि 5 Vx 30 वोल्ट है तो अब I1 क्या है I1 इस धारा का संयोजन मुझे IA और IB कहते हैं तो मैं I1 sIA IB इस श्रृंखला संयोजन के माध्यम से IA को आसानी से चालू होने के लिए गणना की जाती है जो कि 10 वोल्ट श्रृंखला संयोजन है जिसका स्वयं का प्रतिरोध 5 किलो है जो कि 2 मिली amps है हमें IB की गणना करनी होगी आपने ध्यान दिया कि यह 5 किलो हम किरचॉफ के वोल्टेज कानून का उपयोग कर सकते हैं जिसमें 10 वोल्ट स्रोत वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत और 5 किलो Ω शामिल है आप पाएंगे कि 5 किलो में वोल्टेज इस दिशा में 20 वोल्ट के रूप में पंजीकृत है यह आपको करने में सक्षम होना चाहिए तो IB आपको यह 20 वोल्ट 5 किलो से चार मिलीए और I 1 जो कि IA और IB का योग है आप इसे 2 मिलीए पर पाते हैं तो उत्तर बी 2 को दिया गया है इस मामले में यह एक ही तरह की समस्या है लेकिन वोल्टेज स्रोत के बजाय विभिन्न स्रोतों के साथ हमने यहां एक वर्तमान स्रोत लागू किया है और आपको खोजने के लिए कहा जाता है और वोल्टेज वी 1 फिर से आपको यह पता लगाना होगा कि बाकी सर्किट कैसा दिखता है इसका क्या मतलब है कि बाकी सर्किट एक प्रतिरोध की तरह दिखेगा इसलिए आपको यही खोजना है या मूल रूप से आप गणना करते हैं कि वहां कितना करंट जाता है और वहां कितना जाता है और वोल्टेज की गणना करता है और इसी तरह तो अब यहां एक नियंत्रण स्रोत है जो इन 2 टर्मिनलों में इस वी एक्स द्वारा नियंत्रित है हमारे पास वी 1 है जो कुछ भी है हम नहीं जानते कि वी 1 यहां क्या है अगर मैं इस 2 टर्मिनलों को पार करता हूं तो इसका एक चर क्या है वी 1 बताओ वी एक्स की गणना वोल्टेज विभाजित प्रमेय से वी 1 होने के लिए की जाती है तो Vx V 1 गुना 2 किलोΩ गुणा 2 किलोΩ1 किलोΩ याद रखें V 1 इस श्रृंखला संयोजन में दिखाई देता है और v x 2 किलोΩ के पार है तो यह मूल रूप से V 1 गुणा २ बटा 3 है तो इस नियंत्रण स्रोत में धारा सात 5 मिली सीमेंस गुणा v x है जो बिंदु सात 5 मिली सीमेंस गुना है इसलिए यदि आप गणना करते हैं कि आपको मिलि सीमेंस समय V 1 का यह करंट Ib मिलेगा और करंट और अन्य शाखा V 1 इस श्रृंखला संयोजन के पार है तो उस शाखाओं में वर्तमान मूल रूप से V 13 किलो है तो अब हमें इस नोट पर किरचॉफ का करंट नियम लिखना है यह कहता है कि 5 मिली amp करंट s आधा मिली सीमेंस 1V 13 किलोΩs ठीक है तो यह सब कुछ है जो पृथ्वी पर है और इससे V 1 की गणना छह वोल्ट के रूप में की जा सकती है जिसे आप V 1 के लिए हल करते हैं और उत्तर छह वोल्ट है चौथी समस्या हमारे पास केवल नियंत्रण स्रोत हैं और इस नियंत्रण स्रोतों में फिक्स वोल्टेज चार वोल्ट लागू होते हैं और आपको I1 खोजने के लिए कहा जाता है आपने वर्तमान स्रोतों के लिए सभी समीकरणों को नीचे कहा उनमें से कुछ अज्ञात होंगे और उनमें से कुछ ज्ञात मात्रा पर आधारित होंगे इस मामले में यह वोल्टेज नियंत्रण वर्तमान स्रोत 1 मिली सीमेंस वी एक्स है जहां वी एक्स सीधे चार वोल्ट स्रोत में है इसलिए हम वी एक्स बस चार वोल्ट तो यह धारा जो 1 मिली सीमेंस चार वोल्ट है चार मिलीए है तो यह Iy चार मिलीए है और यह दूसरा नियंत्रण स्रोत वर्तमान नियंत्रण वर्तमान स्रोत है जो इस 3 गुना I y है तो मैं y इस 12 मिलीA में चार मिलीA है और यह मैं I1 किरचॉफ के करंट कानून के सरल अनुप्रयोग द्वारा आप इसे 12 मिली amp चार मिली amp पाते हैं तो मैं चाहता हूं कि स्थानांतरण सोलह मिली एएमपीएस होना चाहिए अब अगली समस्या यह सब समस्या समान है प्रतिरोध और नियंत्रण स्रोतों और स्वतंत्र स्रोतों के विभिन्न संयोजन हैं और इस मामले में 12 वोल्ट श्रृंखला में 5 किलोΩ प्रतिरोधों और वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत के संयोजन से जुड़ा हुआ है और आपको I 1 खोजने के लिए कहा जाता है तो आपने फिर से समीकरणों को कहा और अंत में आप के लिए हल करने में सक्षम होंगे अज्ञात I 1 इसलिए यदि I 1 यहां बह रहा है तो दिया गया I 1 इस रजिस्टर के माध्यम से बह रहा है हम जानते हैं कि V x को I 1 गुना 5 किलोΩ I 1 अज्ञात पर है बाद में इसकी गणना करेगा लेकिन vx I है कानून से 1 गुना 5 किलोΩ और इस वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोतों में वोल्टेज 2 गुना VxVx जो कि 10 किलो गुना I 1 है अब इस पूरे लूप के चारों ओर KVL लगाने से हमें 12 वोल्ट रेसिस्टर वोल्टेज के पार वोल्टेज मिलता है वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत तो 12 वोल्ट s 5 किलो I 110 किलो I 1 और इससे आप आसानी से I 1 को बिंदु 8 मिलीए की गणना कर सकते हैं इस मामले में आपको टर्मिनल ए और बी के बीच समकक्ष प्रतिरोध की गणना करने के लिए कहा जाता है इसका क्या अर्थ है यदि आपको एक बॉक्स दिया गया है और आपके पास टर्मिनल ए और बी हैं यदि समकक्ष प्रतिरोधों को खोजने के लिए कहा जाए तो इसका वास्तव में क्या मतलब है एक वोल्टेज लागू करें और प्रवाहित होने वाली धारा का पता लगाएं कृपया ध्यान दें कि इस बॉक्स के समतुल्य प्रतिरोध का पता लगाने के बाद यह निर्देश आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है तो आपको इस बॉक्स के लिए निष्क्रिय और रूपांतरण के साथ वोल्टेज और करंट consis10t चुनना चाहिए तो मान लीजिए कि यह V है और I को निष्क्रिय साइन कॉवेन्स आयनों के अनुसार होना चाहिए और समतुल्य प्रतिरोध V बटा I होगा तो समतुल्य प्रतिरोधों का यही अर्थ है इसलिए मैंने Vtest और Itest परीक्षण को चुना और मैं इस ध्रुवता के साथ होने के लिए परीक्षण करता हूं मैं इसे वैकल्पिक रूप से कर सकता हूं कभी कभी करंट स्रोत को लागू करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है इसके बजाय मैं I परीक्षण लागू करूंगा मुझे वह वोल्टेज मिलता है जो अब पूरे सर्किट में विकसित होता है इस मामले में मैं वी परीक्षण से परीक्षण खोजने के लिए या इस मामले में मैं परीक्षण से वी परीक्षण Vtest खोजने के लिए मुझे नियमित सर्किट विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है इसलिए मैं यहां एक वी परीक्षण लागू करूंगा और फिर मेरे पास कई अज्ञात संख्याएं हैं जिन्हें मुझे खोजने की आवश्यकता है और इन सभी चीजों को पहले गिरावट आई है मेरे पास इस 1 किलोΩ प्रतिरोधों के लिए वर्तमान होने के लिए Ix है और आप देखते हैं कि वी परीक्षण सीधे क्रॉस दिखाई देता है 1 किलोΩ तो यहाँ 1 करंट को V टेस्ट 1 किलोΩ होना चाहिए और यह करंट नियंत्रित करंट सोर्स है और यह कहता है कि करंट इस तरह से 3 बार I x तो इसमें करंट 3 गुना है कि यह 3 बार V टेस्ट 1 किलोΩ है मैं यह बता दूं यह वह धारा है जो वह धारा है और अंत में यहां हमारे पास ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत है कृपया निर्देशों पर ध्यान दें यह 2 मिली सीमेंस गुना V x है और V x कुछ और नहीं बल्कि V परीक्षण है क्योंकि V x आप देख रहे हैं कि यह 2 टर्मिनल के पार है और ठीक यही V परीक्षण है तो हमारे पास 2 मिली सीमेंस बार वी एक्स की इस दिशा में एक करंट है जो मैं खोजना चाहता था मैं उस करंट को खोजना चाहता था जो लागू परीक्षण वोल्टेज के परिणामस्वरूप इस सर्किट में बह रहा है तो यह मैं परीक्षण इस 3 धाराओं का योग होगा मन आप यह 2 धारा नीचे की ओर बह रही है और यह 1 ऊपर की ओर उड़ रही है इसलिए मैं परीक्षण करता हूं कि वी परीक्षण 1 किलोΩ 3 वी परीक्षण 1 किलोΩ 2 मिली सीमेंस गुना वीएक्स है और यदि आप पूरी बात लिखते हैं तो आप पाएंगे कि यह मूल रूप से यह मिली सीमेंस टाइम्स वी परीक्षण यह आमतौर पर 3 मिली सीमेंस बार वी परीक्षण तो 2 मिली सीमेंस टाइम वी टेस्ट होगा यह वी टेस्ट है क्योंकि वी एक्स वी टेस्ट तो I परीक्षण द्वारा V परीक्षण 1 बटा 2 मिली सीमेंस होगा जो से 500Ω है और आपसे प्रतिरोध किलोΩ के लिए कहा जाता है तो यह 05 किलोΩ है अगली समस्या आपको समतुल्य अधिष्ठापन खोजने वाली है इसलिए यदि आपके पास बॉक्स है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी माप से बॉक्स में क्या है आप पाते हैं कि यह एक है और बी आप एक निश्चित वी परीक्षण लागू करते हैं और वर्तमान I परीक्षण पाते हैं इसलिए यदि मैं परीक्षण V परीक्षण के समानुपाती होता हूं तो जो कुछ भी अंदर है वह एक रजिस्टर की तरह दिखता है और अनुपात आपको एक प्रतिरोध देता है यदि मैं परीक्षण V परीक्षण के समय व्युत्पन्न के समानुपाती होता हूं तो संधारित्र के अंदर जो कुछ भी है और आनुपातिकता स्थिरांक एक समाई दें और इसी तरह अगर मैं परीक्षण करता हूं कि वी परीक्षण का अभिन्न अंग है तो जो कुछ भी अंदर है वह एक संकेतक है और आनुपातिकता स्थिरांक आपको अधिष्ठापन का पारस्परिक देता है तो मुझे फिर से इस परीक्षण वोल्टेज वी परीक्षण और परिणामी करंट I परीक्षण के बीच संबंध खोजने की आवश्यकता है अब मुझे यहां एक चर को परिभाषित करने दें जो कि I 1 है अब यह क्या है V x I 1 प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से बह रहा है और V x प्रारंभ करनेवाला के पार है और कुछ भी ध्रुवीयता नहीं है मैं लिख सकता हूं कि V x I 1 के समय व्युत्पन्न का l गुना होगा और मेरे पास यह वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत 3 वी एक्स वैसे तो ३ वी एक्स केवल ३ प्रकार है कि यह 3 गुना है एल गुणा डीआई १ गुणा डीटी के लिए यह 1 मिली हेनरी इंडक्टर्स है तो यह V y है V y इस वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत के पार है और यहां वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत है जिसमें एक वोल्टेज है जो चार गुना vy है जो मूल रूप से यहां वोल्टेज 12 गुना L गुना dI 1 वास्तव में dt है मुझे किसी अन्य चर को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं थी I z पहले से ही यहां परिभाषित है I z बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं 1 अब मेरे पास 3 गुना I z है जो मूल रूप से 3 गुना I 1 है अब इस पूरे लूप के चारों ओर KVL लगाने पर मैं देखूंगा कि V परीक्षण प्रारंभ करनेवाला के पार धारक इस वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोतों में वोल्टेज उस वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोतों में वोल्टेज V परीक्षण उन 3 में से कुछ है जिसे माना जाता है 12 गुना l गुना dI 1 से dt जहाँ L 1 मिली हेनरी इंडक्टर्स है और मैं क्या परीक्षण करता हूँ I परीक्षण यह है I 1 वहाँ पर 3 I 1 तो यह चार गुना है I 1 I 1 को हटाकर मध्यवर्ती चर है कि मैं देख रहा हूँ कि V परीक्षण dt द्वारा dI परीक्षण का चार गुना l गुना है इसलिए जैसा कि मैंने यहां बताया है मेरे पास इन बक्सों के माध्यम से कुछ करंट है तो इसके इन तत्वों से मिलकर बनता है और मेरे पास इसके पार कुछ वोल्टेज है वोल्टेज और करंट इस संबंध से संबंधित हैं वोल्टेज करंट के समय के व्युत्पन्न के समानुपाती है और आनुपातिकता स्थिरांक चार l है जहां l 1 मिली हेनरी है तो यह पूरे बॉक्स का इंडक्शन है यह चार मिली हेनरी है आप इंडक्शन मिल हेनरी के लिए कह रहे हैं तो उत्तर चार है अंत में अंतिम समस्या पर आते हैं और आपको करंट I 1 को s चार मिली सेकंड पर खोजने के लिए कहा जाता है अब हम सीधी रेखा खंडों से मिलकर बने थे अब तक इस प्रकार की बातें आपके लिए नियमित हैं तो जिस तरह से फॉर्म दिया गया है वह टी के इस वोल्टेज स्रोत वी का है अब सबसे पहले आप देखते हैं कि टी का यह वोल्टेज वी सीधे कैपेसिटर के पार दिखाई देता है यह डब्ल्यू है यहां जो कुछ भी दिखाई देता है वह वी है और मुझे खोजना है कैपेसिटर करंट और I x क्योंकि मुझे यहां अन्य नियंत्रण स्रोतों की आवश्यकता है तो Ix क्या है Ix का मूल्य मूल रूप से समाई 1 माइक्रो फैराड है जो उस समय व्युत्पन्न है और मैं चार मिली सेकंड के लिए हमारे टेक के लिए पूछूंगा तो यही वह है जो मुझे समय व्युत्पन्न खोजना है तो मुझे इस लाइन की ढलान 3 वोल्ट से गिर रही है यह 3 वोल्ट से शून्य तक 3 मिली सेकेंड की अवधि में गिरती है तो इस 3 वोल्ट का ढलान 3 मिली सेकंड क्योंकि वोल्टेज गिर रहा है तो संधारित्र Ix के माध्यम से करंट जो इस दिशा में परिभाषित वोल्टेज के समय व्युत्पन्न सी गुना है 1 माइक्रो फैराड टाइम्स 3 वोल्ट 3 मिली सेकेंड है जो से 1 मिलीए है इसलिए 5 एक्स मिलीए तो x का 5 मूल रूप से 5 मिलीए यह है 1 मिलीए जो 5 मिलीए है और अगर मैं इस दिशा में करंट लेता हूं तो मैं इसे इस तरह से लेता हूं क्योंकि तब मैं 1 बस कुछ यह 3 करंट यह 2 का करंट स्रोत ठीक करता है मिलिया ऊपर की ओर बह रही है तो इस दिशा में यह 2 मिलीए है तो मेरे पास यह सब 3 करंट है और मैं देखता हूं कि कुल करंट I 1 है 5 1 2 जो कि 8 मिलीए है तो उत्तर है 8 तो आप में से कुछ लोगों ने फिर से विज्ञान में या ढलानों की गणना आदि में गलतियाँ की हैं तो कृपया वापस जाएं और इसे अपने आप से खरोंच से फिर से हल करने का प्रयास करें और फिर आप भविष्य में इसी तरह की समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी मैंने काम किया है उसे देखकर संतुष्ट न हों अब समाधान को बिना देखे खुद ही दोबारा करें